यह उदाहरण जो हमने पिछली बार देखा था यद्यपि प्रोग्राम सिंपल प्रतीत होता है लेकिन वहां पर एक रेस कंडीशन एग्जिसट कर रही है यह हमने पिछली बार देखा था इसलिए थ्रेड 1 तथा थ्रेड 2 जिस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं उसकी वजह से रेस कंडीशन होती है थ्रेड 3 प्रिंट कर सके उसके पहले ही थ्रेड 1आता है तथा थ्रेड आईडी वेरिएबल id को अपडेट करता है इसलिए थ्रेड 3 भी वैल्यू 1 को देखता है जो कि वह नहीं है जिसे कि इसने वास्तव में फेच किया था हम इसे कैसे सही करेंगे इसलिए हम बहुत सारी रेस कंडीशन देखने जा रहे हैं रेस कंडीशन कुछ ऐसा है जिसकी तुम्हें अच्छे से पहचान करनी पड़ेगी तुम्हें यह महसूस करना पड़ेगा की रेस कंडीशन हो रही है जितने ज्यादा तुम उदाहरण देखोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें इसके बारे में पता चलेगा और तुम अच्छे से समझ पाओगे कि इसे कैसे ठीक करना है और हम देखेंगे कि इन कंडीशंस को कैसे फिक्स करें लेकिन हम कुछ कोड के उदाहरण देखेंगे और उन रेस कंडीशंस को देखेंगे जब वह हो रही होंगी तो हम इन्हें कैसे फिक्स करेंगे तो ओपनएमपी इसके लिए एक सीधी मेकैनिज्म देता है तुम क्या करते हो तुम या तो वेरिएबल को प्राइवेट अथवा शेयर्ड डिक्लेअर करते हो एक वेरिएबल प्राइवेट है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि हर थ्रेड अपने पास वेरिएबल की एक कॉपी रखने जा रहा है इस खास केस में टीआईडी बाहर डिक्लेअर हुआ है लेकिन इसका व्यवहार ऐसा होगा जैसे कि की टीआईडी अंदर के रीजन में डिक्लेअर हुआ हो यह एक प्राइवेट कॉपी की तरह होगा इसलिए सेम थ्रेड के पैरेलल रीजन के अंदर मैं जो भी टीआईडी में लिखूंगा वह सिर्फ मुझे ही दिखेगा तथा अगर कोई दूसरा थ्रेड इसके टीआईडी में लिखता है तो वह सिर्फ इसे ही दिखेगा वह मुझे नहीं दिखेगा थ्रेड एक दूसरे के वैरियेबल्स को नहीं देख सकते हैं और शेयर्ड का क्या मतलब है शेयर्ड का मतलब है कि वेरिएबल ग्लोबल है यह सभी थ्रेडस द्वारा शेयर किया जाएगा इसलिए सभी थ्रेड सेम मेमोरी लोकेशन को देख सकेंगे प्राइवेट केस में प्रत्येक थ्रेड के लिए मेमोरी लोकेशन अलग अलग होती है जहां की वैरियेबल्स स्टोर होते हैंशेयर्ड केस में यह सेम मेमोरी होती है जिसे कि वे सब एक्सेस करते हैं कोई प्रश्न विद्यार्थी अगर तुम शेयर्ड नहीं लिखते हो तो यह कैसे इंटरप्रेट करेगा इसलिए कोई भी वेरिएबल जिसका स्कोप तुम स्पेसिफाई नहीं करते हो उनके लिए यह अपने डिफॉल्ट बिहेवियर पे आएगा डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है इसलिए ओपनएमपी में हमें पता चला कि डिफॉल्ट बिहेवियर शेयर्ड होता है अगर तुम कोई वेरिएबल बाहर डिक्लेअर करते हो लेकिन जो कि पैरेलल रीजन के अंदर इस्तेमाल होता है और तुमने उसका स्कोप पैरेलल रीजन में स्पेसिफाई नहीं किया है तो ऐसा वेरिएबल शेयर्ड की तरह इस्तेमाल होता है एक ओपनएमपी का स्पेसिफिकेशन है अथवा एक जनरल इंप्लीमेंटेशन है यह ओपनएमपी का स्पेसिफिकेशन है इसलिए हर कंपाइलर को इसे मानना होगा तो अब जब मैं प्रिंट करूंगा मुझे यह आउटपुट मिलेगा तो यह आउटपुट था जो मैं चाहता था यह एक सही आउटपुट है क्योंकि अगर तुम याद करो पिछले उदाहरण में समस्या हो रही थी क्योंकि टीआईडी शेयर नहीं हुआ था जो कि मैं नहीं चाहता था मेरे पास क्या थ्रेड नंबर है मेरे पास क्या थ्रेड आईडी है इसकी अपनी कॉपी प्रत्येक थ्रेड के पास होनी चाहिए मैं इसे फिर से रन करूंगा मैं फिर से सही आउटपुट देखूंगा लेकिन हमें यह कैसे निश्चित तौर पर पता चलेगा कि हमने गलती को सही कर दिया है मेरा मतलब है जब रेस कंडीशन होती है किसी समय ऐसा होता है किसी समय ऐसा नहीं होता तो तुम्हें यह पता करने की कोशिश करनी है कि रेस कंडीशन कैसे होती है और तब तुम्हें यह टेस्ट करना है कि रेस कंडीशन सही में हो रही है कि नहीं तो चलो हम उस कोड पर वापस चलते हैं जहां की नम टी तथा टीआईडी शेयर हो रहे थे तो यह एक बगी कोड है मैं इस कोड को हर समय कैसे फेल कर सकता हूं यह कोड क्यों फेल हुआ मेरे थ्रेड आईडी फेच करने के बाद तथा टीआईडी की वैल्यू प्रिंट करने से पहले कोई दूसरा थ्रेड शेड्यूल हो गया था कैसे मैं हर समय इस प्रोग्राम को कुछ स्टेटमेंट्स तथा कुछ और इस्तेमाल करके फेल कर सकता हूं विद्यार्थी हम टीआईडी वैल्यू असाइन करने तथा प्रिंटफ स्टेटमेंट के बीच में काफी डिले कर सकते हैं सही इसलिए प्रोग्राम को फेल करने का यहां यह एक सादा तरीका है इसलिए मैं क्या करता हूं मैं एक लोंग वेट डाल देता हूं वहां वेट्स डालने के बहुत सारे तरीके हैं मैंने बस एक बहुत ही सादा तरीका लिया है मैंने एक लूप का इस्तेमाल किया है 'for j 0 j 10 million' यह थ्रेड को शेड्यूल आउट करने के लिए काफी है और अगर तुम इसे मल्टिप्रोसेसर पर एग्जीक्यूट कर रहे हो यह प्रोसेसर बहुत देर से इंतजार कर रहा है और उस समय दूसरे प्रोसेसर अपने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहे होंगे मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया उसे याद रखो 'ऑलमोस्ट' तुम यह कभी भी सुनिश्चित नहीं कर सकते कि तुम्हारा प्रोग्राम हमेशा फेल ही होगा किसी भी कारणवश सारे थ्रेडस कहीं फंस सकते हैं और एग्जीक्यूट नहीं होंगे और ऐसा भी हो सकता है कि वह सही ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो जो कि इस पर्टिकुलर रेस कंडीशन को ना होने दे ये थ्रेड्स इस वेट की उपस्थिति में कैसे एग्जीक्यूट होते हैं सबसे ज्यादा क्या हो सकता है दो थ्रेड्स का एक सिंपल केस लेते हैं हमारे पास 4 थ्रेड्स हैं लेकिन अभी मैं इसे सिर्फ दो थ्रेड्स का इस्तेमाल करके समझा रहा हूं तो क्या होगा वहां एक थ्रेड् 0 है तथा एक थ्रेड् 1 है मान लो थ्रेड्स 0 पहले आता है यह नमटी इक्वल टू ओपनएमपी num t OpenMP get num threads get num threads को इन्वोक करेगा इसे थ्रेड्स के नंबर मिल जाएंगे यह टीआईडी इक्वल टू omp get thread num tidomp get thread num एग्जीक्यूट करेगा और तब क्या होगा जब यह इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा यह टीआईडी में 0 को स्टोर करने जा रहा है इसको 0 वैल्यू मिलेगी यह थ्रेड् आईडी 0 है और अब मैंने यहां लोंग वेट को डाल दिया है इसलिए यह शायद यहां पर लंबा समय बिताने जा रहा हैऔर उसी समय जब यह यहां इंतजार कर रहा है यह थ्रेड यहां आने वाला है यह नम टी को इनीस्लाइज् करने जा रहा हैऔर उसके बाद ये टीआईडी को 1 सेट कर देगा लोंग वेट की वजह से थ्रेड 0 आगे नहीं गया और वैल्यू प्रिंट नहीं की और अब थ्रेड 1 एग्जीक्यूशन जारी रखेगा और फिर इसे भी लोंग वेट मिलेगा और किसी एक समय पर यह दोनों अपने लोंग वेटस से बाहर आ जाएंगे इस समय पर क्या होगा वह दोनों ही प्रिंट करने की कोशिश करेंगे और फिर दोनों ही प्रिंट कर देंगे किसका आखरी में लिखा जाएगा इस केस में इस छोटे से उदाहरण में यह टीआईडी 1 होगा तो वे दोनों ही 1 प्रिंट कर देंगे लेकिन तुम्हें आइडिया मिल गया है इस लोंग वेट ने क्या किया है इसने यह सुनिश्चित किया है कि सब थ्रेड्स ने इस बिंदु तक इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट किए तथा इसीलिए इसके बाद के सारे इंस्ट्रक्शंस थ्रेड्स द्वारा एग्जीक्यूट होंगे वेट से पहले सारे इंस्ट्रक्शंस सब थ्रेड्स द्वारा एग्जीक्यूट हो क्योंकि सारे थ्रेड्स यहां पर इस वेट पर आने जा रहे हैं इसलिए वहां पर इस वेट को इन्वोक करने के बहुत सारे तरीके हैं तथा तुम्हें इस वेट को इन्वोक करते समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए बहुत समय तुम पाओगे कि कोड वास्तव में लोंग वेट में नहीं गया क्योंकि कंपाइलर्स काफी स्मार्ट है वे यह पता लगा लेंगे कि यहां पर क्या अपडेट हो रहा है वेरिएबल j इस्तेमाल नहीं हो रहा है और वह इसे इस कोड से बाहर फेंक सकते हैं इसलिए अगर तुम कुछ कंपाइलर ऑप्शंस इस्तेमाल कर रहे हो जैसे वहां पर बहुत सारे कंपाइलर ऑप्शंस होते हैं o1o2 o3 तुम एडवांस कंपाइलर ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर सकते हो जितने एडवांस कंपाइलर ऑप्शंस तुम उपयोग करते हो उतना ही कंपाइलर ज्यादा स्मार्टली काम करने की कोशिश करता है यह रिडंडेंट कोड हटाने की कोशिश करता है और तब तुम यह सब होता हुआ नहीं देखते इसलिए अगर तुम अपने कोड को इस मेकैनिज्म द्वारा चेक करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम o3 के साथ कंपाइलिंग नहीं कर रहे हो एडवांस कंपाइलर ऑप्शंस के साथ कंपाइल मत करो इसलिए अब अगर हम इस कोड को चार थ्रेड्स के साथ एग्जीक्यूट करते हैं तो मुझे यह आउटपुट दिखता है तो इस केस में क्या हुआ होगा थ्रेड 3 ने टीआईडी को सबसे आखिरी में भरा होगा और तब मैं फिर से रन करूंगा हो सकता है कोई दूसरा थ्रेड टीआईडी को आखिरी में फिल करे इसलिए आउटपुट इस बात पर निर्भर होने जा रहा है कि कौन सा थ्रेड आखिरी में फिल करता है लेकिन आवश्यक क्या है कि अगर तुम्हें यह अनुमान है कि मेरे कोड में यहां समस्या है तो तुम उस समस्या को फिर से पैदा कर सकते हो इसलिए कभी कभी यह जानना भी बहुत उपयोगी होता है इसलिए अब मैं सोचता हूं कि मैंने कोड को फिक्स कर दिया मैं फिर से उस वेट स्टेटमेंट को रख सकता हूं तथा मैं फिर से चेक कर सकता हूं कि मैंने बग को फिक्स किया कि नहीं मैं फिर से सही आउटपुट देखता हूं मैं फिर से सही आउटपुट देखता हूं जब मैं फिर से रन करता हूं तो मैंने प्राइवेट टीआईडी इस फिक्स्ड कोड के साथ डिक्लेअर किया था फिर से यह कोड तुम्हें यह गारंटी नहीं देता कि तुम्हारा कोड सही है लेकिन जब तुम डीबगिंग कर रहे हो तो यह एक उपयोगी टूल है वेट को रेस कंडीशन पकड़ने की कोशिश करने के लिए डालना बहुत ही उपयोगी है चलो अब कुछ और करने की कोशिश करते हैं चलो इस कोड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं तो हो क्या रहा है नम टी सारे थ्रेडस के लिए सेम है थ्रेडस के नंबर भी सेम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं थ्रेड 1 2 3 अथवा 0 को कॉल कर रहा हूं मेरा मतलब है कि मैं 4 काॅल omp get num threads को कर रहा हूं यह व्यर्थ जैसा प्रतीत होता है तो क्या मैं उसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूं मैं 4 कॉल नहीं करना चाहता हूं मैं 4 कॉल क्यों करूं तो शायद मैं क्या कर सकता हूं मैं नम टी को बाहर इनिस्लाइज कर सकता हूं मुझे इसे हर थ्रेड के लिए करना आवश्यक क्यों है तो यह कोड है जिसके लिए मैंने क्या किया मैंने सिर्फ नम टी इक्वल टू num t omp get num threads omp get num threads को पैरेलल रीजन के अंदर कमेंट कर दिया और मैंने इसे बाहर रख दिया कोई समस्या इसलिए अब जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं मुझे यह मिलता है इसलिए याद रखो ओपनमपी फॉर्क ज्वाइन मॉडल को फॉलो करता है तो इस बिंदु तक क्या होता है जैसे ही इसे प्रागमा ओएमपी पैरलल 'pragma omp parallel' रीजन मिलता है वहां एक ही मास्टर थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है और जब इसे यह रीजन मिलता है तो रीजन के शुरू होने से लेकर इस रीजन के अंत होने तक यह क्या करने जा रहा है यह फॉर्क करने जा रहा है इस केस में एक एडिशनल थ्रेड तथा मास्टर थ्रेड लगातार कोई भी एक थ्रेड को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं और जैसे ही यह रीजन खत्म हो जाता है इस बिंदु पर सारे थ्रेड्स आकर इंतजार करने वाले हैं और ज्वाइन होने वाले हैं और तब फिर से मेरे पास एक ही थ्रेड होगा जो कि यहां से आगे एग्जीक्यूट होगा तो समस्या क्या है मैं इस समय के अंदर omp get num threads की वैल्यू पता करने की कोशिश करूंगा इस समय पर कितने थ्रेड्स है सिर्फ एक इसलिए हमें क्या वैल्यू मिली है एक तो तुम इसे कैसे फिक्स करोगे हम थ्रेड्स के नंबर को सिर्फ एक ही बार इनिस्लाइज करना चाहते हैं यहां पर ऐसा करने का एक दूसरा तरीका है शायद मैं इसे एक ही थ्रेड से इन्वोक कर सकता हूं या फ़िर एक थ्रेड omp get num threads को कॉल कर सकता है मेरे लिए यह क्यों आवश्यक है कि सारे थ्रेडस कॉल करें इसलिए मैं इस कोड को इंसर्ट कर देता हूं इसलिए पहले मैं प्रत्येक थ्रेड से एक कॉल omp get num threads को करता हूं मैं टीआईडी में वैल्यू को फेच करता हूं और अब जिस थ्रेड् में टीआईडी की वैल्यू 0 हैमैं उससे omp get num threads को इनिस्लाइज करने को कहता हूं तो केवल एक थ्रेड omp num get threads को कॉल करेगा और तब हर कोई थ्रेड के d के d तक 'हेलो वर्ड' hello world प्रिंट करता है इसलिए अब जब मैं इसे रन करने की कोशिश करता हूं यह ठीक से रन करता हुआ प्रतीत होता है मैं इसे फिर से रन करता हूं मुझे कुछ गारबेज मिलता है तो ऐसा क्यों हुआ इस खास केस में थ्रेड नंबर 1 तथा थ्रेड नंबर 2 ये वास्तव में इस इंस्ट्रक्शन को पास करते हुए गये और थ्रेड 0 आ सके और इस कोड को एग्जीक्यूट कर सके उससे पहले ही हेलो वर्ड को प्रिंट कर देते हैं मैं इसको हर समय कैसे फेल कर पाता हूं विद्यार्थी लोंग वेट मुझे लोंग वेट कहां रखना है इसलिए मैं लॉन्ग वेट को इफ कंडीशन if condition' के अंदर रख सकता हूं इसकी वजह से क्या होगा थ्रेड 0 वेट स्टेट में चला जाएगा और इससे बहुत समय तक बाहर नहीं आ पाएगा यह omp get num threads को लंबे समय तक नहीं कॉल करेगा क्योंकि यह वेट कर रहा है और उसी समय में दूसरा थ्रेड आगे जाकर 'हेलो वर्ड' hello world' को प्रिंट कर रहा है इसलिए अगर अब मैं इस कोड को रन करता हूं मुझे संभवतः कुछ इस तरह का एक आउटपुट मिलेगा ठीक ठीक है यह करने का यहां पर एक दूसरा तरीका भी है मैं क्या चाहता हूं मैं चाहता हूं कि थ्रेडस ने जाकर प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए जब तक की थ्रेड 0 नम टी को इनिस्लाइज ना कर दे दूसरे शब्दों में मैं चाहता हूं कि यह इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने चाहिए इससे पहले की कोई थ्रेड इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करे अगर मैं यह सुनिश्चित कर सकूं तब आउटपुट सही आएगा तो यह मैं कैसे करता हूं यहां यह करने का एक तरीका है तो मेरे पास दो अलग अलग पैरेलल रीजंस है पहले रीजन में मैं क्या करता हूं टीआईडी 0 के लिए यह omp get num threads को कॉल करता है तथा दूसरे रीजन में वे सब प्रिंटिंग करते हैं यह सब सही आउटपुट क्यों देते हैं क्योंकि याद करो ओपनएमपी फॉर्क ज्वाइन मॉडल को फॉलो करता है तो क्या होने जा रहा है इस खास बिंदु पर यहां पर जहां पर कि पहला रीजन खत्म हो रहा हैं यह सिंक्रोनाइजेशन के पॉइंट में बदलने जा रहा है तो मेरे पास इस बिंदु तक एक ही थ्रेड् है जो एग्जीक्यूट हो रहा है इस पैरेलल रीजन में फिर से तीन थ्रेड्स पैदा होने जा रहे हैं और तब इस बिंदु पर मैं सब थ्रेड्स के पूरा होने का इंतजार करने जा रहा हूं और तब उसके बाद जब सारे दूसरे थ्रेड्स ज्वाइन हो जाएंगे मैं सिर्फ अकेले थ्रेड को ले जा रहा हूं और फिर इस पैरेलल रीजन में फिर से यह चार थ्रेड्स में पैदा हो रहा है और इसी प्रकार आगे भी विद्यार्थी तुम्हें टीआईडी tid को प्राइवेट private डिक्लेअर declare करना चाहिए तुम्हारे पास प्राइवेट टीआईडी होना चाहिए वैसे मुझे यहां पर प्राइवेट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पैरेलल रीजन के अंदर डिक्लेअर हुआ है देखो मुझे सिर्फ यह कहने की आवश्यकता है कि एक वेरीएबल शेयर्ड है अथवा प्राइवेटअगर यह बाहर डिक्लेअर हुआ है इसलिए मुझे तुम्हें यह कहने की आवश्यकता है कि मैं इसे प्राइवेट चाहता हूं अन्यथा ओपनएमपी इसको शेयर्ड की तरह मानेगा लेकिन अगर मैं इसे अंदर डिक्लेअर कर रहा हूं यह साफ है कि इसे प्राइवेट होना पड़ेगा विद्यार्थी अगर एक वेरीएबल बाहर डिक्लेअर होता है और यह प्राइवेट है तब इस वेरीएबल की वैल्यू अंदर क्या होगी तुम्हें इस सब का अनुमान नहीं लगाना चाहिए ठीक इसलिए तुम्हें प्रोग्राम लिखते समय सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि तुम उस पर निर्भर न रहो इसलिए जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या होगा तो मुझे यह मिलता है और मैं इसे फिर से रन करता हूं यह मुझे ठीक प्रतीत होता है मेरे पास यहां वेट है इसलिए मैं काफी हद तक विश्वस्त हूं कि मेरे पास रेस कंडीशन नहीं है वहां कुछ दूसरी रेस कंडीशन हो सकती हैं लेकिन इस प्रोग्राम के पास कोई रेस कंडीशन नहीं है यह समाधान इतना अच्छा क्यों नहीं है थ्रेड्स को लॉन्च करने में ओवरहेड्स होते हैं फॉर्क तथा ज्वाइन करना महंगा है मैं अनावश्यक रूप से वह कर रहा हूं और क्या मैं omp get thread nums को भी फिर से कॉल कर रहा हूं जोकि आवश्यक नहीं है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं omp get num threads को कॉल से बचाने की कोशिश कर रहा हूं और उसके बदले में omp get thread nums को प्रत्येक थ्रेड् से दो बार कॉल कर रहा हूं यह व्यर्थ प्रतीत होता है इसलिए यह निश्चित रूप से एक अच्छा समाधान नहीं है यह काम करता है यह उद्देश्य को भी पूरा करता है यह वह सब कुछ करता है जो मैं करना चाहता था लेकिन यह वास्तव में एक बहुत अच्छा कोड नहीं है लेकिन यह सब करने का मुख्य उद्देश्य तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट्स बताना है ठीक इसी वजह से हम इस तरह का कोड लिख रहे हैं